प्रोफेसर बाला नमस्कार प्रोफेसर अश्विन बाला आप क्या कर रहे हैं आप शायद भूल रहे हैं की आपको यह कोर्स अभी पढ़ाना है प्रोफेसर बाला कोर्स ड ड ड डिजाइन थिंकिंग प्रोफेसर अश्विन हां बिल्कुल हम डिजाइन थिंकिंग का कोर्स पढ़ाने ही तो यहां आए हैं परंतु आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर बाला यह गेम मैं इसलिए खेल रहा हूं जिससे कि मैं उन बच्चों जो कि लंबे समय तक हमारे उपकरण से खेलते हैं की सोच उन्ही के नज़रिये से समझ सकूं प्रोफेसर अश्विन अच्छा तो आप छोटे बच्चों के लिए डिजाइन थिंकिंग का तत्वज्ञान प्रयोग में लाकर एक गेम की रचना करना चाहते है यह तो बहुत अच्छी बात है और इसके लिए यह आवश्यक है की आप अपने संभावित प्रयोगकर्ताओं को उनके नज़रिये से समझें यह बात खुशी की बात है कि आप यहां बैठकर गेम खेल रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं परंतु यह तो दूसरे के नज़रिये को समझने के चरण का प्रथम स्तर है प्रोफेसर बाला ओ प्रोफेसर अश्विन गेम खेलने के अलावा आपको उन बच्चों से जाकर मिलना चाहिए जो गेम खेल रहे हैं खेलते हुए गौर से देखना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए उनको बारीकी से जानना चाहिए और उनके हिसाब से गेम का आकलन करना चाहिए जिससे कि आप उनके नज़रिये को सही से समझें l यह डिजाइन थिंकिंग का प्रथम चरण है और तब ही आप सही प्रकार से इसको संपूर्ण कर पाएंगे आपको मेरा विचार कैसा लगा प्रोफेसर बाला हां बिल्कुल वह दूसरा चरण होगा प्रथम चरण उनके नज़रिये को समझना था जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने उसे बखूबी कर लिया दूसरा उनसे बात करना होगा प्रोफेसर अश्विन सही बात मुझे विश्वास है की आपको इसमें बहुत आनंद आ रहा है प्रोफेसर बाला अवश्य बहुत मजा आ रहा है प्रोफेसर अश्विन काफी मजेदार है प्रोफेसर बाला असल में जो आप कह रहे हैं वह भी काफी मजेदार है प्रोफेसर अश्विन हां इसलिए मैं एक पल के लिए इसे आपसे दूर करूंगा जिससे कि आप केवल गेम का मजा ही ना लेते रहे बल्कि जब आपको समझ में आ जाए की गेम किस प्रकार का है और उसके पश्चात जब आप लोगों से बात कर चुके हो तो आप अगले चरण की ओर बढ़ें क्या आप जानते हैं की डिजाइन थिंकिंग का अगला चरण क्या है प्रोफेसर बाला शायद विश्लेषण करना प्रोफेसर अश्विन बिल्कुल आपको अवलोकन करना चाहिए और फिर उसका विश्लेषण यह समझने के लिए करना चाहिए कि बच्चे इस प्रकार के गेम घंटो तक क्यों खेलते हैं उन्हें क्या पसंद आता है उनको क्या उत्तेजित करता है उन्हें सबसे अधिक आनंद क्या देता है वह गेम पर क्यों टिके रहते हैं इसलिए जो आप देख रहे हैं उसके विषय में आपको सोचना चाहिए आपको गेम खेलने पर अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए क्योंकि स्क्रीन पर आपका स्कोर देखकर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं आप इसके मंझे हुए खिलाड़ी हैं यह सच है की आपका स्कोर मेरे सर्वाधिक स्कोर से थोड़ा ज्यादा है और मुझे आपको इसमें हराना पड़ेगा तो ठीक है दूसरा चरण विश्लेषण करना है पर उसके बाद क्या किया जाता है प्रोफेसर बाला मुझे यकीन है कि अगर गेम में कोई गड़बड़ हुई तो मेरा बच्चा मुझे खेलने नहीं देगा प्रोफेसर अश्विन बिल्कुल सही क्या आपके पास गेम खेलने की अनुमति है प्रोफेसर बाला नहीं और कृपया मेरे बच्चे को मत बताना कि मैंने उसका गेम खेला प्रोसेसर अश्विन लगता है आप बहुत मुसीबत में फंसने वाले हैं प्रोफेसर बाला हां हां प्रोफेसर अश्विन जब आप विश्लेषण सही तौर पर कर लेते हैं तो आप रचनात्मक चरण की ओर बढ़ते हैं अब हम किसी चीज को विकसित करना शुरू करते हैं आपने देखा की हमने दूसरों के नजरिए से समझने की कोशिश करी विश्लेषण किया और फिर उसके बाद हमें कुछ विकसित करना है यह स्पर्शयोग्य और भौतिक हो सकता है या यह डिजिटल दुनिया से संबंध रख सकता है परंतु आपको किसी भी प्रकार से वह समाधान ढूंढना है जो समस्या के लिए उपयुक्त हो इसके बाद आप क्या यहकहकर की मैंने आपको समाधान दे दिया वहां से क्या निकल सकते हैं प्रोफेसर बाला पर यह शायद ठीक नहीं है मुझे लगता है की मुझे यह जानने के लिए कि उन्हें पसंद आया या नहीं कुछ करना चाहिए प्रोफेसर अश्विन बिल्कुल सही आपको उन बच्चों के पास जाकर जिनके लिए आप इस गेम को विकसित कर रहे हैं गेम देना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि क्या वह वास्तव में खेल रहे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है आप भाग्यशाली होंगे यदि आपने एक अद्भुत गेम बनाया होगा जिसको कि वो घंटों खेलें और आपके स्कोर से भी आगे निकल जाए परंतु ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिले कि ग्राफिक्स वैसे नहीं हैं जैसा वह चाहते थे या उनके लिए इसकी गति ज्यादा तेज है ऐसे में आपको इस नई जानकारी के साथ फिर से काम करना होगा प्रोफेसर बाला और मैं एक बार फिर से गेम खेलता हूं प्रोफेसर अश्विन नहीं यह ठीक नहीं आप इसका फिर से सही प्रारूप बनाएं इसके लिए आपको फिर से समझना पड़ेगा जो सुना उसका विश्लेषण करना होगा वापस जाकर दोहराना होगा प्रारंभिक प्रतिकृति जो आपने बनाई थी को सुधारना होगा प्रोफेसर बाला इसका अर्थ है कि एक बार नहीं ऐसा कई बार करना होगा l प्रोफेसर अश्विन हां सही बात कई बार और तेजी से प्रोफेसर बाला कई बार करो यह तो बिल्कुल गेम जैसा हो गया प्रोफेसर अश्विन बिल्कुल डिजाइन थिंकिंग अगर सही तरीके से की जाए तो यह गेम की तरह हो सकता है इसमें बहुत मजा आता है परंतु वास्तव में इसमें चार चरण होते हैं प्रोफेसर अश्विन पहला दूसरे के नज़रिये को समझने का चरण फिर विश्लेषण का चरण प्रोफेसर बाला विश्लेषण प्रोफेसर अश्विन उसके बाद समाधान का चरण प्रोफेसर बाला समाधान प्रोफेसर अश्विन और फिर परीक्षण काचरण प्रोफेसर बाला परीक्षण प्रोफेसर अश्विन और आप ऐसा तब तक करेंगे जब तक आपको कुछ ऐसा ना मिल जाए जिससे कि आपका उत्पाद जो कि इस स्तिथि मैं गेमहै प्रयोग करने वाले लोगों को वाकई में पसंद आए और वे इसको खरीदना चाहे ऐसा होने पर आप अपना गेम लाखों लोगों को बेच सकते हैं और स्वयं अरबपति बनकर जो भी अति उत्तम वस्तुएं आप खरीदना चाहे खरीद सकते है प्रोफेसर बाला और साथ में गेम भी खेल सकते हैं प्रोफेसर अश्विन इससे आप पैसा कमाने के साथ गेम भी खेल सकते हैं मतलब एक तीर से दो शिकार बाला मुझे देर हो रही है मुझे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हवाई यात्रा करनी है प्रोफेसर बाला अरे वाह प्रोफेसर अश्विन मैं 8 हफ्तों में वापस लौटूंगा और उम्मीद करता हूं कि तब तक आप डिजाइन थिंकिंग कोर्स के सारे पाठ रिकॉर्ड कर चुके होंगे तो ध्यान रहे मैं आपको 8 हफ्तों की सीमा रेखा दे रहा हूं और आपके लिए अच्छा रहेगा कि मेरे आने तक आप यह कार्य पूरा कर चुके हो प्रोफेसर बाला 8 हफ्ते अच्छा हां हां चिंता मत करो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा प्रोफेसर अश्विन ठीक है याद रखना 8 हफ्ते प्रोफेसर बाला ठीक है